आपका आईआईटी खड़कपुर के फिजिक्स डिपार्टमेंट की स्नातक प्रयोगशाला में स्वागत है यह दूसरे साल की ऑप्टिक्स की प्रयोगशाला है आज मैं हमारी प्रयोगशाला में उपयोग मैं आने वाले स्पेक्ट्रोमीटर प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में चर्चा करूंगा स्पेक्ट्रोमीटर कई प्रकार के होते हैं जैसे एक्स पी एस एक्स रे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर मास स्पेक्ट्रोमीटर किंतु आज मैं जिस स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बताऊंगा इसे हम ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर या प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं हम अपनी प्रयोगशाला में अधिकतर इसका उपयोग करते हैं चलिए सबसे पहले स्पेक्ट्रोमीटर को देखते हैं फिर मैं स्पेक्ट्रोमीटर के अलग अलग घटकों के बारे में बात करूंगा यह स्पेक्ट्रोमीटर है ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर यहां हमने इस स्पेक्ट्रोमीटर को सेट कर लिया है यहां आप देख सकते हैं कि यह स्पेक्ट्रोमीटर है स्पेक्ट्रोमीटर के कौन कौन से घटक होते हैं चलिए देखते हैं यह प्रकाश स्रोत है यह सोडियम वेपर प्रकाश स्त्रोत है यहां अलग अलग प्रकार के स्त्रोत हैं यहां मरक्यूरी या पारा है यह मरक्यूरी वेपर स्त्रोत है यह अन्य स्रोत हैं जैसे कैडमियम स्रोत सोडियम सोडियम यह एक सोडियम वेपर स्त्रोत है हम अलग अलग तरह के स्त्रोत उपयोग कर सकते हैं यहां हमने उनमें से एक का उपयोग किया है किंतु इस समय यह महत्वपूर्ण नहीं है यह प्रकाश स्त्रोत है अब यह प्रकाश इस ट्यूब से आ रहा है यह ट्यूब कॉलीमेटर कहलाती है अब यहां एक प्रिज्म टेबल है इस प्रिज्म टेबल पर आपने प्रिज्म को रखा है अब प्रकाश इस प्रिज्म पर गिरता है और प्रिज्म से यह प्रकाश परावर्तित होता है इस समय यह परावर्तित है यह परावर्तित प्रकाश ट्यूब से आता है इस ट्यूब को दूरबीन कहते हैं अब इस दूरबीन में इस समय हम प्रतिबिंब को देख रहे हैं हम स्त्रोत के प्रतिबिंब को देख रहे हैं यहां यह लाइन स्त्रोत है यहां दूरबीन है हम स्त्रोत अर्थात लाइन स्त्रोत के प्रतिबिंब देख रहे हैं अब इस दूरबीन में यहां एक क्रॉसवायर् हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस वायर लंबवत क्रॉसवायर हैं और वह स्पेक्ट्रल लाइन हैं कोई भी इसे दूरबीन से देख सकता हैं अब अंदर की तरफ देखने के लिए हमें कैमरा इस तरह रखना होगा अंदर जो भी हम देखेंगे उसके लिए कैमरे का उपयोग करेंगे अब जो हम देख रहे हैं हम क्रॉसवायर् और यहां एक लाइन जो कि स्त्रोत लाइन है हम इस स्त्रोत प्रतिबिंब को देख रहे हैं इस प्रयोग के आधार पर जो भी प्रतिबिंब हमें मिलेगा हम उसे इस दूरबीन की सहायता से देखेंगे और जो भी हम इस दूरबीन में देखते हैं वह मैं आपको यहां सीधे कैमरे में नहीं दिखा सकता इसलिए हमने इसको मैग्नीफाइ करने के लिए एक दूसरा कैमरा लिया है इस समय आप क्या देख रहे हैं आप क्रॉसवायर् के साथ साथ स्त्रोत का प्रतिबिंब देख रहे हैं यदि आप भिन्न भिन्न रंग उपयोग में लेते हैं तो वह प्रतिबिंब भिन्न भिन्न तरह का हो सकता है इसलिए डिस्परजन के कारण आप प्रतिबिंब के अलग अलग रंग देख सकते हैं यह प्रिज्म की डिस्परजन गुण के कारण होता है इन भिन्न भिन्न रंगों को अलग कर सकते हैं और इनकी दूरी माप सकते हैं इस की दूरी माप कर प्रिज्म मटेरियल के अपवर्तक सूचकांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की गणना कर सकते हैं हम उस प्रयोग की व्याख्या बाद में करेंगे इस समय हम क्या जानना चाहते हैं हम स्पेक्ट्रोमीटर के अलग अलग घटकों के साथ परिचित होना चाहते हैं और स्पेक्ट्रोमीटर को कैसे उपयोग करते हैं इन घटकों का क्या कार्य होता है इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं यह स्पेक्ट्रोमीटर है मैं यहां से इस प्रिज्म को ले लेता हूं अब मैं स्त्रोत को हिलाता हूं बाद में मैं इस स्त्रोत का उपयोग नहीं करूंगा मैं सिर्फ स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जैसा मैंने बताया स्पेक्ट्रोमीटर के 3 मुख्य भाग होते हैं पहला है कॉलीमेटर दूसरा है प्रिज्म टेबल और तीसरा वाला है दूरबीन यहाँ आप इस दूरबीन में एक नॉब को देख सकते हैं यदि आप इस नॉब को घुमाते हैं आप इस भाग को ले सकते हैं यह ट्यूब यह भाग अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है और दूसरे कॉलीमेटर में भी एक नॉब है यदि आप इस वाली को घुमाते हैं आप इसे भी अंदर बाहर कर सकते हैं इसे इस तरह अंदर बाहर ले जाना इन दोनों नॉब का काम है वहां क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे हम क्या घुमा रहे हैं वह भी मैं बताऊंगा और यह भाग प्रिज्म टेबल है यहां जैसा आप देख सकते हैं कि हम प्रिज्म या ग्रेटिंग को इस टेबल पर रखते हैं यहां यह एक नॉब है आप टेबल की ऊंचाई को एडजस्ट कर सकते हैं यहां यह 3 नॉब है आप देख सकते हैं वास्तव में यह 3 नॉब हैं क्योंकि इन 3 नॉब से इस प्रिज्म टेबल ऊंचाई को व्यवस्थित कर सकते हैं मैं बताऊंगा आप यह कैसे करेंगे यह 3 नॉब लेवलिंग के लिए है यह नॉबस ऊंचाई को एडजस्ट करने के लिए हैं और यह यहां दूसरी नॉब है यदि आप इस नॉब को लॉक कर देते हैं तो यह दूसरा भाग है इससे आप प्रिज्म टेबल को घुमा सकते हैं मुझे लगता है यदि मैं इस वाली को टाइट कर दूं तब देखते हैं क्या होता है इसी प्रकार की ये 2 नॉब है यदि मैं इस वाली को घुमाता हू यह बहुत टाइट है मैं इसे नहीं घुमा सकता यदि मैं इसे थोड़ा ढीला कर दूं ठीक है अब मैं इसे आसानी से घुमा सकता हूं मुझे लगता है मुझे देखना चाहिए कि किसका क्या उपयोग है आप यहां 2 बार घुमाओ देख सकते हैं यह प्रिज्म टेबल के लिए है और दूसरा वाला दूरबीन के लिए अर्थात दूरबीन को घुमाने के लिए दूरबीन के लिए यदि आप इसे टाइट कर दें तो आप इसे घुमा सकते हैं यह नॉब इस दूरबीन को टाइट करने के लिए है आप घुमाना रोक सकते हैं यह और नहीं घूमेगा और इस प्रिज्म टेबल को आप घुमा सकते हैं अब यदि आप इसे और टाइट दें तब आप नहीं घुमा सकते इसे टाइट करने के बाद प्रिज्म टेबल को आसानी से घुमाने के लिए यहां एक नॉब है मुझे लगता है यह वह नॉब है यह आसानी से घुमाने के लिए है मुझे नहीं पता कि आप देख सकते हैं या नहीं यदि मैं इस वाली को घुमाता हूं आप इस प्रिज्म टेबल को आसानी से घुमा सकते हैं यह संभव है यह नॉब प्रिज्म टेबल और दूरबीन को आसानी से घुमाने के लिए है आप देखते हैं यह नॉब दूरबीन को आसानी से घुमाने के लिए है कोर्स मूवमेंट के लिए आपको इन दोनों नॉब को थोड़ा ढीला करना होगा एक प्रिज्म टेबल के लिए है और दूसरी दूरबीन के लिए और एक निश्चित स्थिति पर स्थिर करने के बाद आप इसे टाइट कर सकते हैं और फिर आसानी से घुमाने के लिए आप इन दोनों स्क्रू का उपयोग कर सकते हैं यह प्रिज्म टेबल को घुमाने के लिए है और यह दूरबीन को घुमाने के लिए और यह वाली कॉलीमेटर के लिए है यह स्थिर है यह होरिजेंटल हैं यह हिल नहीं सकती स्थिर है अब यह पूरा आधार आप देख सकते हैं यह तीन स्क्रू पर है ठीक है यह वाला यह वाला और यह तीसरा वाला तीसरा वाला यहां है परंतु कभी कभी कुछ स्पेक्ट्रोमीटर में यह वहां होता है स्पेक्ट्रोमीटर में यह स्थिर है यह पूरा स्पेक्ट्रोमीटर इन तीन स्क्रू पर खड़ा है एक स्थिर है और बाकी दो को आप घुमा सकते हैं ठीक है अब इन स्क्रू का क्या काम है लेवलिंग स्क्रु है शुरुआत में हम लेवलिंग के लिए स्पिरिट लेवल का उपयोग करते हैं इसके लिए हमें इस स्पेक्ट्रोमीटर को हॉरिजॉन्टल बनाना होगा हम इसे इस आधार पर रख देते हैं और देखते हैं कि क्या आपका बबल मध्य में है या नहीं सामान्यतः हम यहां रखते हैं और तब यदि यह मध्य में नहीं है तो हम इन दोनों स्क्रू को घुमाते हैं आपको जाना चाहिए यदि आप इसे क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में घुमाते हैं तो ऊंचाई बढ़ रही है यदि आप इसे एंटी क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो ऊंचाई घट रही है क्योंकि आप इस वाले को ऊंचाई को अधिक बढ़ाने के लिए घुमा रहे हैं इसका मतलब वही आपको मिलेगा यदि आप इसे घुमाते हैं इसे नीचे लाते हैं इसलिए एक ही समय में इसे विपरीत दिशा में घुमाते हैं जिससे यह ऊंचाई को बढ़ाएगा और यह साइड नीचे चली जाएगी आपका उद्देश्य है इसे हॉरिजॉन्टल बनाना हॉरिजॉन्टल स्थिति के लिए हम इस स्क्रू को विपरीत दिशा में घुमाते हैं हम इस तरह मैकेनिकल लेवलिंग करते हैं और फिर ट्यूब में भी लेवलिंग करते हैं यहां यह दो भाग हैं तो आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं बस लेवलिंग करें और इन दोनों का उपयोग करके इसे हॉरिजॉन्टल बना ले यहां भी इसे आपको हॉरिजॉन्टल बना लेना चाहिए लगभग इस ट्यूब को यह दोनों ट्यूब मैकेनिकल हॉरिजॉन्टल है इस आधार को भी हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं अब प्रिज्म टेबल को हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए यहां 3 नॉब है जैसा मैंने बताया हम सामान्यतः यहां भी इसे इन दोनों के लंबवत रख देते हैं और फिर आप इन दोनों का उपयोग इसे हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए या रखने के लिए करते हैं और तब ऊंचाई को देखिए यहां कोई अंतर है या नहीं दूसरी दिशा में इसे घुमाइए इसे हॉरिजॉन्टल लीजिए और तब मुझे लगता है यदि इस वाली को स्थिर करके इसे इस तरह रखते हैं इस वाली को एडजस्ट कर सकते हैं इसे आप इस बबल को मध्य में ले आए इस तरह हम इन तीनों का उपयोग कर रहे हैं आपको इस स्प्रिट लेवल का उपयोग करते हुए हॉरिजॉन्टल बनाना होगा लगभग इस तरह से आप स्पेक्ट्रोमीटर को हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं यह मैकेनिकल लेवलिंग है अब आप लगभग प्रयोग के लिए तैयार हैं अब यहां यह महत्वपूर्ण चीज है यहां यह दो पैमाने हैं आप जानते हैं वर्नियर स्केल 1 वर्नियर स्केल 2 यहां यदि मैं आपको दिखाता हूं चलिए इस मुख्य पैमाने को देखते हैं यह मुख्य सर्कुलर स्केल इस दूरबीन से जुड़ा हुआ है यदि मैं इस दूरबीन को घुमाता हूं इसका मतलब यह मुख्य पैमाना अर्थात सर्कुलर स्केल भी घूम रहा है और वर्नियर स्केल प्रिज्म टेबल से जुड़ा हुआ है यदि मैं इस प्रिज्म टेबल को घुमाता हूं तो यह वर्नियर स्केल भी घूमता है प्रिज्म टेबल को घुमाने से या दूरबीन को घुमाने से रीडिंग में परिवर्तन कोण में परिवर्तन हो सकता है जैसा मैंने बताया था यहां 2 वर्नियर स्केल है वर्नियर स्केल 1 और वर्नियर स्केल 2 आपको मुख्य पैमाने के सबसे छोटे भाग का पता लगाना होगा और मुख्य पैमाने के इस सबसे छोटे भाग की क्या मान है और वर्नियर स्केल में कितने भाग होते हैं यहां मैं देख सकता हूं कि इस स्पेक्ट्रोमीटर के वर्नियर स्केल में 60 छोटे छोटे भाग हैं हां और यदि आप इसे मिलाते हैं आप देखें यदि यह 0 यहां इस वर्नियर स्केल पर मिलता है माना यदि मैं इसे यहां 0 पर रखता हूं इस तरह हां तब मैं मुख्य पैमाने के सबसे छोटे भाग को देख सकता हूं यह 05 डिग्री है यहां मैं देख सकता हूं यह 0 है फिर 10 20 इसलिए 0 और 10 डिग्री के बीच यहां 20 विभाजन है इसका मतलब सबसे छोटा भाग 05 डिग्री है और मैं यह भी देख सकता हूं की 60 मुख्य पैमाने के 59 भाग के साथ मिलता है इस तरह कोई भी वर्नियर कांस्टेंट की गणना कर सकता है परंतु यदि आप सरल फार्मूला उपयोग करते हैं उसके लिए सबसे छोटे स्केल डिवीजन को वर्नियर स्केल डिविजन के साथ विभाजित करते हैं यह वर्नियर कांस्टेंट है यह मुख्य स्केल का एक डिवीजन 05 डिग्री के बराबर और वर्नियर स्केल डिवीजन की संख्या 60 के बराबर है वर्नियर कांस्टेंट 1 मुख्य स्केल डिवीजन 05 डिग्री को विभाजन की कुल संख्या से विभाजित करने से मिलता हैं यह डिग्री अगर मैं मिनट में परिवर्तित करता हूं तो मुझे 60 के साथ गुणा करना होगा ठीक है मुझे खेद है नहीं मुझे लगता है कि मैंने गलती की यहां मुझे लगता है कि यहां 1 डिग्री के बीच 1 डिग्री है हां 0 से 20 हैं इसलिए वास्तव में 60 डिवीजन हैं तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री 2 में विभाजित है एक सबसे छोटा डिवीजन एक तिहाई डिग्री है मुझे लगता है कि यह एक सबसे छोटा पैमाना नहीं है यह नहीं है कि यह एक डिग्री का एक तिहाई नहीं है यह 05 नहीं है इसलिए यह एक तिहाई डिग्री एक तिहाई है अब यदि मैं डिग्री को मिनट में बदलू 60 मिनट तब यह ⅓ मिनट पुनः 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं इसलिए वर्नियर कांस्टेंट 20 सेकंड है जो आपको वर्नियर 1 और वर्नियर 2 के लिए जांचना होगा सामान्यतः इस समय में वर्नियर कांस्टेंट दोनों के लिए एक है परंतु आपको इसे जांचना चाहिए वर्नियर कांस्टेंट वर्नियर 1 और वर्नियर 2 दोनों के लिए 20 सेकंड है वर्नियर कांस्टेंट 20 सेकंड है आपको इसे निकालना होगा अब कॉलीमेटर में क्या होता है आप यहां देख सकते हैं कॉलीमेटर में यहां एक स्लिट है मैं इस स्लिट को खोल सकता हूं अब वह स्लिट चौड़ाई है अब आप देख सकते हैं इस स्लिट चौड़ाई को मैं इसका उपयोग करके कम कर सकता हूं चौड़ाई को नहीं बल्कि ऊंचाई को मैं इसका उपयोग करके ऐसा कर सकता हूं इसी सिमिट्री से स्लिट ऊंचाई को कम कर सकता हूं यही इस का उद्देश्य है और स्लिट चौड़ाई यदि मैं इस स्लिट को खोल दूं मैंने इसे पूरी तरह खोल दिया अब आप स्लिट चौड़ाई को कम कर सकते हैं अब यह पूरी तरह बंद है अब हम इसे थोड़ा सा खोलते हैं इसका मतलब यहां फेस प्रकाश स्त्रोत की तरफ है इसका मतलब प्रकाश इस स्लिट के द्वारा अंदर जाएगा वास्तव में हम कहते हैं कि यह प्रकाश स्त्रोत है परंतु प्रयोग में हम इस स्लिट को स्त्रोत लेते हैं और इस स्त्रोत का आकार स्रोत की चौड़ाई और स्त्रोत की मोटाई तथा ऊंचाई एडजस्ट कर सकते हैं यहां हम इसकी ऊंचाई कम कर रहे हैं हम बढ़ा रहे हैं हम स्त्रोत की चौड़ाई बढ़ा रहे हैं हम स्रोत की चौड़ाई घटा रहे हैं यही इसका काम है अब इस वाले का क्या काम है इसके द्वारा हम स्त्रोत को घुमा या हिला रहे हैं इस नॉब का उपयोग करके हम स्त्रोत को घुमा रहे हैं परंतु हम इसे क्यों घुमा रहे हैं इसका क्या काम है कॉलीमेटर में एक लेंस होता है उत्तल लेंस होता है यहां अंदर 1 लेंस है उत्तल लेंस है आप उत्तल लेंस को जानते हैं अब यहां एक उत्तल लेंस है और यह एक स्त्रोत है अब यदि मैं इस स्त्रोत को इस लेंस के फोकल बिंदु पर रखता हूं तब हमें दूसरी तरफ समानांतर किरणें मिलेंगी इसे हम हिलाते हैं हम इस स्त्रोत को यहां इस ट्यूब के अंदर लेंस की फोकल बिंदु पर रखते हैं कॉलीमेटर दो हिस्सों का बना होता है पहला है उत्तल लेंस जो इस ट्यूब के अंदर स्थिर है और और इसका स्रोत है समानांतर किरणों को प्राप्त के लिए हमने स्त्रोत को उत्तल लेंस की फोकल बिंदु पर रखा है इसके लिए हमें स्त्रोत को घुमाने की हिलाने की आवश्यकता होगी अब हम यह कैसे जानेंगे कि स्त्रोत लेंस के फोकल बिंदु पर रखा है यहाँ एक विधि है जिसे सुस्टर्स विधि कहा जाता है इसका मैं बाद में वर्णन करूँगा कॉलीमेटर के दो भाग या दो हिस्से हैं एक है लेंस उत्तल लेंस इस कॉलीमेटर ट्यूब के अंदर स्थिर है और स्त्रोत यहां हैं इस स्त्रोत को हम हिला सकते हैं इस स्त्रोत को घुमाने का यह उद्देश्य है कि हम इसे लेंस की फोकल बिंदु पर रख सकें ठीक है जिससे कि हमें दूसरी तरफ समानांतर किरणें मिल सके अब यह समानांतर किरणें प्रिज्म पर गिरेगी या आप प्रिज्म टेबल पर जो भी रखें उस पर गिरेगी यदि मैं यहां प्रिज्म टेबल इस पर रखता हूं तो समानांतर किरणें इस प्रिज्म टेबल पर गिरेगी किंतु हमें समानांतर किरणें क्यों चाहिए यह जब मैं प्रयोग करूंगा तब मैं आपको समझा लूंगा ग्रेटिंग के लिए आपको समानांतर किरणों की आवश्यकता होगी क्योंकि यह डिफ्रेक्शन है जो मैं आपको प्रयोग करते हुए समझाऊंगा समानांतर किरणें प्रिज्म पर गिरेगी अब यहां इस तरह समानांतर किरणें प्रिज्म पर गिरेगी अब यहां अपवर्तन या डिस्पर्शन आदि होगा और ग्रेटिंग के मामले में अपवर्तन होगा ठीक है यदि आप प्रिज्म की जगह ग्रेटिंग को रखते हैं तब यह समानांतर के किरणें इस ग्रेटिंग या प्रिज्म से गुजरेगी और तब हमें अपवर्तन या डिफ्रैक्टेड समानांतर किरणें मिल रही हैं अब यह समानांतर किरणें प्रतिबिंब नहीं बना सकती ठीक है इसलिए अब हमें ध्यान देना होगा इसका मतलब अब समानांतर किरणें इस दूरबीन से गुजर रही है और हमें प्रतिबिंब दिख रहा है तो अब इस दूरबीन के अंदर क्या है यहां पुनः जैसा मैंने आपको बताया हमें समानांतर किरणों पर ध्यान देना है इसलिए यहां एक दूसरा उत्तल लेंस है यह दूसरा उत्तल लेंस इस दूरबीन ट्यूब के अंदर है ठीक है इसलिए यह समानांतर किरणें इस उत्तल लेंस से गुजर रही हैं यह यहां कहीं पर है समानांतर किरणें इस दूरबीन ट्यूब के उत्तल लेंस पर गिर रही हैं तो अब यह इस उत्तल लेंस के फोकल तल पर मिलेंगी इस फोकल तल पर अब प्रतिबिंब बनेगा यदि अब आप इस उत्तल लेंस के फोकल तल पर स्क्रीन रखेंगे यहां इस जगह यह स्क्रीन यह आई पीस कहलाता है इसको मैं घुमा सकता हूं और आपको दिखाता हूं यहां एक लेंस है समानांतर किरणें इस लेंस पर गिर रही है और वे इस लेंस के फोकल तल मिलेंगी अब यहां प्रतिबिंब बनेगा इसलिए यदि आप स्क्रीन को वहां रखते हैं तो आप इस प्रतिबिंब को देख सकते हैं यह स्क्रीन है यह दूरबीन का आई पीस कहलाता है इस आई पीस पर जो यह स्क्रीन है उसमें यह दो क्रॉस वायर होते हैं मैंने आपको उस स्क्रीन पर जो भी क्रॉस वायर दिखाया तथा आपने उस क्रॉस वायर का प्रतिबिंब देखा है वह एक लाइन यानी b लाइन जो आप देख रहे हैं वह फोकल तल है इस फोकल तल उस स्क्रीन को रखते हैं जिसमें क्रॉस वायर हैं और आपने एक स्पेक्ट्रल रेखा को देखा किंतु यहां भिन्न रंगों की अलग अलग रेखाएं हो सकती हैं इसलिए अलग अलग रंगों की स्थिति को जानने के लिए हम इन्हें एक एक करके इस क्रॉसवायर से मिलाते हैं और इसके लिए इस वाले को हमें हिलाना होगा इसकी रीडिंग बदल जाएगी और वह रीडिंग आप इस स्पेक्ट्रोमीटर वर्नियर 1 और वर्नियर 2 से लिख सकते हैं दूरबीन में क्या होता है वहां एक लेंस है समानांतर किरणे आ रही हैं और वे फोकल तल पर प्रतिबिंब बनाएंगी मुझे इस स्क्रीन या आईपीस को फोकल तल पर रखना है और इसे हिलाना होगा इसलिए यहां स्क्रीन को आईपीस को हिलाने के लिए यह नॉब दी गई है ठीक है पुनः मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मैंने स्क्रीन को और आईपीस को इस लेंस के फोकल तल पर रखा है पुनः जैसा मैंने बताया था इसे रखने की भी एक प्रक्रिया है जो सुस्टर्स प्रक्रिया Schuster's method है वह मैं बाद में बताऊंगा और उसे करने का एक दूसरा तरीका भी है वह भी मैं बाद में बताऊंगा अभी मैंने आपको स्पेक्ट्रोमीटर के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताया और अलग अलग भागों का क्या काम है प्रिज्म टेबल की ऊंचाई को कैसे एडजस्ट करते हैं ठीक है कैसे घुमाते हैं कैसे लॉक करते हैं इसको आसानी से कैसे घुमाते हैं कैसे रीडिंग लेते हैं वर्नियर कांस्टेंट क्या है यह सब प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में हैं अगली बार हम यह चर्चा करेंगे कि प्रयोग के लिए समानांतर किरणें कैसे पाई जाए और हम प्रिज्म का उपयोग करके किसी प्रयोग की व्याख्या करेंगे मैं समाप्त करता हूं धन्यवाद